इस व्याख्यान में हम क्वांटिटेटिव मॉडल फॉर लेआउट को देखते हैं पिछले व्याख्यान में हमने एक गुणात्मक मॉडल देखा जहां लेआउट स्थित होने के लिए निकटता या महंगाई के गुणात्मक मूल्यांकन के आधार पर बनाया गया था इसलिए इस व्याख्यान में हम लेआउट के लिए कुछ मात्रात्मक मॉडल देखेंगे हमने पहले ही देखा है कि लेआउट सापेक्ष प्लेसमेंट या सुविधाओं या विभागों के सापेक्ष स्थान है अब हम मान लेते हैं कि चार विभागों को रखा जाना है और हम इन चार विभागों को ABC कहते हैं और D हमें यह भी मान लेते हैं कि 4 साइटें हैं जिन्हें हम 1 2 3 कहते हैं और 4 अब ये 4 विभाग या तो कुछ सामग्री आंदोलन या कुछ लोगों के आंदोलन या कुछ और होने जा रहे हैं आंदोलन जो इन विभागों के बीच होता है तो जिसे हम wij कहते हैं जहां iJ से j तक की आवाजाही की मात्रा wij है और हमें ABC और D के लिए awij मैट्रिक्स का वर्णन करना है अब हमने इस मैट्रिक्स को सममित माना है यह कहता है कि A से B तक की गति 3 इकाइयाँ है आमतौर पर यह टन या किसी प्रकार के भार माप में होती है A से C 7 इकाइयाँ A से D 4 इकाइयाँ हैं और इसी तरह हमने समरूपता मान ली है हालांकि कई मामलों में इसे सममित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसी कारखाने या विभाग के अंदर सामग्री के प्रवाह की दिशा i से j और j से भिन्न हो सकती है इसलिए वास्तव में यह सममित नहीं होना चाहिए लेकिन केवल गणनाओं को आसान बनाने के लिए हम यहां एक सममित मैट्रिक्स मान रहे हैं जिसका अर्थ यह भी है कि B से A तक वजन 3 और इसी तरह है हम इन 4 साइटों के बीच एक दूरी मैट्रिक्स भी बनाते हैं जिसे हम 1 2 3 4 कहते हैं इसलिए दूरी मैट्रिक्स के रूप में दी गई है अब शुरू में हम मानते हैं कि ये सभी 4 एक ही आकार के हैं और इन सभी 4 को इस बिंदु से समान रखा गया है इसलिए यदि इस दूरी को 1 माना जाता है तो यह भी 1 होगा और इस और इस के बीच की दूरी हम करते हैं यूक्लिडियन दूरी न लें हम आयताकार दूरी लेते हैं और इसलिए दूरी 1 प्लस 1 होगी जो 2 है तो 4 साइटें हैं और हम बनाते हैं जिसे एडक्कल मैट्रिक्स कहा जाता है जहां डीकेएल साइट्स के और एल के बीच की दूरी है तो 4 साइटों को 1 2 3 4 के रूप में लिखा जाता है और दूरी 1 से 1 होगी दूरी 0 है या यह 1 से 2 तक पानी का छींटा हो सकता है 1 से 3 तक 1 1 से 4 तक 2 1 है 4 से 2 है क्योंकि हम आयताकार दूरी लेते हैं तो यह प्लस यह हम कौवा उड़ान नहीं लेते हैं या यूक्लिडियन दूरी 2 से 3 है 2 2 से 4 1 है और 3 से 4 भी 1 है इसलिए जाहिर है यह 1 भी सममित है इसलिए हमारे पास 1 1 2 2 1 और 1 है अब समस्या ऐसी साइटों की सुविधाओं का पता लगाने की है जो वजन और दूरी के उत्पाद को कम से कम करते हैं तो इस समस्या का गणितीय सूत्रीकरण इस तरह होगा X ik को 1 के बराबर होने दें यदि विभाग i को साइट k को सौंपा गया है तो अब प्रत्येक विभाग को केवल एक साइट को सौंपा जाना है हम समान विभागों और साइटों की एक समान संख्या मानते हैं इसलिए सिग्मा एक्स ik प्रत्येक विभाग के लिए सभी k पर 1 के बराबर है इसलिए हर विभाग मैं केवल एक साइट पर जाता हूं हर साइट को केवल एक विभाग मिलता है जो कि सभी के लिए 1 के बराबर है जो कि साइट है तो प्रत्येक साइट को वास्तव में केवल एक विभाग को आवंटित किया जाता है और एक्स ik 0 1 के बराबर होता है जो एक द्विआधारी चर है इसलिए या तो विभाग i यदि विभाग i साइट k पर जाता है तो मान 1 है यदि विभाग i साइट k पर नहीं जाता है तो मान 0 है अब ये उद्देश्य समारोह के उत्पाद को कम करने के लिए बाधाएं हैं s और dkl की तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन टाइप का होगा wizdkl X ik X jl को कम करें इसे ijk l पर संक्षेपित किया जाता है अब मैं इस उद्देश्य समारोह की व्याख्या करता हूं यदि सुविधा मैं साइट k पर जाती है और सुविधा j साइट l पर जाती है तो X X में उत्पाद X ik 1 होगा अन्यथा यह 0 होगा यदि सुविधा i साइट k पर जाती है और सुविधा j साइट l पर जाती है इसके बाद सुविधाओं i और j के बीच wij का एक भौतिक संचलन है जो कि k से लेकर l तक की दूरी dkl की यात्रा करता है इसलिए भौतिक यात्रा जो कि w का उत्पाद है और d का विकास wij हो जाएगा जो कि i से j तक की सामग्री की गति है यह बहुत अधिक सामग्री दूरी k से l तक यात्रा करती है यदि सुविधा मैं साइट k और सुविधा पर जाता हूं j साइट l पर जाता है तो हमारे पास यह उद्देश्य फ़ंक्शन है जिसमें ijk और l के चार समन्युति शब्द हैं इस वस्तुनिष्ठ फ़ंक्शन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वस्तुनिष्ठ फ़ंक्शन में दो चर X ik X jl का उत्पाद है जो सभी संभावनाओं से अधिक है तो यह उद्देश्य रैखिक नहीं है क्योंकि इसमें एक उत्पाद शब्द है जो इसे आता है यह भी विजार्डक् के बजाय सी ijkl X ik X jl के रूप में लिखने के लिए प्रथागत है जहां C ijkl dij l में wij के उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है तो समस्या एक्स ik में Xdl में wijdkl को कम करने के लिए बाधाओं और बाइनरी प्रतिबंध के इन दो सेटों के अधीन है तो 4 बाय 4 प्रॉब्लम के लिए हमारे यहां 4 अड़चनें हैं यहां 4 अड़चनें हैं जिसका मतलब है कि हमारे पास 8 अड़चनें हैं और हमारे पास 4 में 4 16 वैरिएबल हैं तो 16 बाइनरी चर हैं और 4 विभाग के लिए 8 बाधाएं हैं 4 साइट की समस्या है सामान्य तौर पर एक विभाग के लिए n साइटों की समस्या हमारे पास 2 n बाधाएं हैं और हमारे पास n वर्ग चर होंगे अब यह समस्या जो इस उत्पाद अवधि या उद्देश्य समारोह में एक द्विघात अवधि है और अन्यथा असाइनमेंट की कमी है यह ऑपरेशन अनुसंधान में असाइनमेंट समस्या के समान है तो यह एक द्विघात उद्देश्य फ़ंक्शन है और इसमें असाइनमेंट की कमी है इसे द्विघात असाइनमेंट समस्या कहा जाता है और हम इस सूत्रीकरण बेहतर हल 4 विभागों और 4 साइटों के लिए सबसे अच्छा लेआउट पाने के लिए कर सकते हैं Wij दिया है और DKL दिया है Wij जे के लिए विभाग मैं से सामग्री आंदोलन की राशि का प्रतिनिधित्व DKL का प्रतिनिधित्व करता है दूरी कू या साइटों k और l के बीच की दूरी हम इस समस्या को हल करने के लिए जेड 1 के साथ 64 के बराबर 1 4 3 2 प्राप्त करने के लिए बेहतर तरीके से हल करते हैं इसलिए मुझे पहले नोटेशन की व्याख्या करें और हमें यह 1 4 3 2 कैसे मिलता है तो इस संकेतन में अब यह साइट को बताता है कि मुझे किस सुविधा को सौंपा गया है इसलिए इसका मतलब यह होगा कि सुविधा 1 को साइट 1 को सौंपा गया है इसलिए X 1 1 के बराबर 1 सुविधा 2 को साइट 4 X 2 4 को सौंपा गया है 1 के बराबर सुविधा 3 को साइट 3 X 3 3 को 1 के बराबर सौंपा गया है और सुविधा 4 को साइट 2 X 4 2 को 1 के बराबर सौंपा गया है इसलिए यह वही है जो इस संकेतन की व्याख्या करता है और हमें यह गणना दिखाते हैं इस 64 में से अब 6 इंटरैक्शन होंगे 1 और 2 1 और 3 1 और 4 2 और 3 2 और 4 और 3 और 4 के बीच बातचीत इसलिए सुविधाएं 1 और 2 डब्ल्यू 3 है 1 और 2 के बीच सामग्री आंदोलन 3 1 और 2 क्रमशः साइटों 1 और 4 को आवंटित किया जाता है इसलिए साइट 1 और 4 के बीच की दूरी 2 है इसलिए हमें 1 और 3 के बीच सुविधाओं के बीच 3 से 2 प्लस इंटरैक्शन मिलते हैं इसलिए सुविधा 1 यहां सुविधा 3 है यहां वजन 7 है 1 को साइट 1 को आवंटित किया जाता है 3 आवंटित किया जाता है साइट 3 के लिए तो साइटों 1 और 3 के बीच की दूरी 1 है इसलिए 1 में 1 प्लस सुविधाएं 1 और 4 में 4 के बराबर वजन है सुविधा 1 को साइट 1 के लिए आवंटित किया जाता है सुविधा 4 को साइट 2 के लिए आवंटित किया जाता है तो 1 और 2 के बीच की दूरी 1 की सुविधा 2 है और 3 में 6 के बराबर वजन है 2 को 4 के लिए आवंटित किया गया है 3 को 3 को आवंटित किया गया है इसलिए 3 और 4 के बीच की दूरी 1 और 2 और 4 की सुविधा है इसलिए 2 और 4 के बीच की दूरी है वजन 5 के बराबर है सुविधा 2 को साइट 4 के लिए आवंटित किया गया है सुविधा 4 को 2 के बीच की दूरी 2 के लिए आवंटित किया गया है और 4 1 है 3 और 4 वजन 2 है 3 को आवंटित किया गया है 4 को आवंटित किया गया है तो 2 और 3 के बीच की दूरी 2 है इसलिए इन सभी का योग 6 प्लस 7 13 प्लस 4 17 है 23 प्लस 5 28 प्लस 4 32 और समरूपता के कारण हमारे पास एक और दो हैं वास्तव में जब हम इस जोड़ी को लेते हैं तो हमें इस इंटरैक्शन को गुणा करना चाहिए हमें 1 और 2 के बीच की बातचीत और 1 और 4 के बीच की दूरी को देखना चाहिए और 2 और 1 के बीच की बातचीत और 4 और 1 के बीच की दूरी समरूपता द्वारा इन 2 के बीच बराबर होती है इसलिए हम जो यहां गणना करते हैं वह 32 है जिसे उद्देश्य फ़ंक्शन के उद्देश्य से 2 से गुणा किया जाना चाहिए इसलिए हमें 64 के साथ एक समाधान मिलता है इसलिए निश्चित रूप से समाधान को एक सॉल्वर का उपयोग करके या द्विघात असाइनमेंट समस्या को हल करने के लिए कई ज्ञात एल्गोरिदम का उपयोग करके पता लगाया जा सकता है और बहुत कुशल एल्गोरिदम हैं जो शाखा के सिद्धांत पर काम करते हैं और द्विघात असाइनमेंट समस्या को हल करने के लिए बाध्य हैं फिर भी द्विघात असाइनमेंट समस्या को हल करने के लिए एक कठिन समस्या है और जैसे ही n की संख्या बढ़ती है जैसे जैसे विभागों की संख्या और साइटों की संख्या बढ़ती जाती है इस समस्या को हल करने के लिए कम्प्यूटेशनल प्रयास तेजी से घातीय क्रम का है और द्विघात असाइनमेंट की समस्या को हल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कम्प्यूटेशनल समय बहुत अधिक होगा इसलिए लोगों ने हेरीस्टिक एल्गोरिदम का उपयोग करने का सहारा लिया है जो उद्देश्य समाधान मूल्य के संदर्भ में इष्टतम समाधान के पास सबसे अच्छा समाधान देने की कोशिश करते हैं या कभी कभी थोड़ा अधिक इष्टतम होते हैं क्योंकि यह समस्या कम से कम समस्या है इसलिए हम एक साधारण अनुमान को देखते हैं जिसका उपयोग लोग द्विघात असाइनमेंट समस्या को हल करने के लिए करते रहे हैं और यह यहाँ दिखाया गया है इस अंकन के बाद हम किसी भी संभव समाधान के साथ शुरू कर सकते हैं और सबसे आसान है 1 2 3 4 अब कृपया इस नोटेशन को एक बार फिर से नोट करें यह नोटेशन है कि यह उस साइट का प्रतिनिधित्व करता है जिसे मुझे सौंपा गया है इसलिए यहां पर वह साइट है जिस पर सुविधा 1 को सौंपा गया है सुविधा 1 को साइट 1 को सौंपा गया है सुविधा 2 को साइट 4 को सौंपा गया है सुविधा 3 को साइट 3 को सौंपा गया है सुविधा 4 को साइट 2 को सौंपा गया है इसलिए हम सबसे आसान 1 से शुरू कर सकते हैं जो 1 है 2 3 4 हमने पहले ही समझाया है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू की गणना कैसे की जाती है इस तरह से एक वेक्टर दिया जाता है जिसे हम यहाँ समझाते हैं इसलिए हम उद्देश्य फ़ंक्शन को प्राप्त करने के लिए उसी गणना का पालन कर सकते हैं यदि हम 1 2 3 4 से शुरू करते हैं जो कि सबसे सहज समाधान है जिसके साथ शुरू करना है तो यह हमें जेड के बराबर 78 देता है अब हम किसी प्रकार के एक जोड़ी वार एक्सचेंज हेयुरिस्टिक का पालन कर सकते हैं जहां हम समाधानों की श्रृंखला प्राप्त करने के लिए एक समय में दो का आदान प्रदान करते हैं तो हम 2 1 3 4 के साथ शुरू कर सकते हैं और गणना पर हम 64 के बराबर Z प्राप्त करते हैं हम 4 2 3 1 कर सकते हैं जिसमें Z 74 के बराबर है हम 74 के बराबर z के साथ 1 3 2 4 कर सकते हैं Z के साथ 1 4 3 2 64 के बराबर है और हम 78 के बराबर Z के साथ 1 2 4 3 हो सकते हैं अब ये इन सभी समाधानों में से कुछ हैं जो हम उदाहरण के लिए कुछ सुविधाओं का आदान प्रदान करके प्राप्त कर सकते हैं इन दोनों का आदान प्रदान यह देगा अब यहां से हम इसे प्राप्त करने के लिए 4 और 2 का आदान प्रदान कर सकते हैं हम इसका उपयोग कर सकते हैं और फिर इसे और इसी तरह प्राप्त करने के लिए 2 और 3 का आदान प्रदान कर सकते हैं इसलिए हम बेहतर और बेहतर समाधान प्राप्त करने के लिए कई संभावित आदान प्रदान कर सकते हैं और एक्सचेंजों की एक श्रृंखला के बाद हमें पता चलता है कि हम या तो इस समाधान या इस समाधान को चुन सकते हैं जिसका उद्देश्य उद्देश्य फ़ंक्शन का न्यूनतम मूल्य है और एल्गोरिथ्म सबसे अच्छा न्यूनतम संभव मूल्य के साथ समाप्त कर सकता है जो वह दे सकता है फिलहाल यहां अगर हम केवल यह करते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे पास 64 के साथ एक समाधान है लेकिन हम नहीं जानते कि यह इष्टतम समाधान है अभी चूंकि हमने पहले ही देखा है कि 64 के बराबर Z इष्टतम है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक्सचेंज एल्गोरिथ्म इस समस्या के उदाहरण के लिए इष्टतम समाधान देने में सक्षम है लेकिन कई बार विशेष रूप से n वृद्धि के साथ एक्सचेंज एल्गोरिथ्म कई उदाहरणों में इष्टतम समाधान देने में असमर्थ होता है कभी भी कम नहीं यह द्विघात असाइनमेंट समस्या को हल करने के लिए एक अच्छा अनुमान है अब हम द्विघात असाइनमेंट समस्या की मान्यताओं में से एक पर वापस आते हैं जो यह है अब सबसे पहले हमारे पास समान सुविधाएं और साइटें हैं जो पहली धारणा है जो हमारे पास है दूसरी धारणा जो हमारे पास है वह यह भी है कि यहाँ जो भी विभाग हैं उन्हें एक ही क्षेत्र की आवश्यकता होती है उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए और सभी साइटें एक ही क्षेत्र की हैं और इसलिए कोई भी विभाग किसी भी साइट पर जा सकता है अब यदि हम इस मूल विचार को लागू करना चाहते हैं जहां एक निर्माण की दुकान के फर्श में हमारे पास अलग अलग विभाग हैं और उन्हें एक दूसरे के लिए अपेक्षाकृत बंद रखा जाना है इसलिए कि w को d में कम से कम w में घ में दर्शाया गया है जो दुकान के फर्श के भीतर जाने वाली सामग्री की गति को दर्शाता है अब ऐसे मामलों में पहली बात यह है कि विभिन्न विभागों द्वारा आवश्यक क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं और जब से क्षेत्र अलग अलग हैं तो हम कैसे अपनाते हैं या कैसे हम एक द्विघात असाइनमेंट समस्या के इस विचार को उपयुक्त तरीके से संशोधित करते हैं या कैसे हम एक अच्छा समाधान प्राप्त करने के लिए उचित रूप से विनिमय के विचार को संशोधित करते हैं जिसे दुकान पर लागू किया जा सकता है मंज़िल अब इसका उत्तर शिल्प एल्गोरिथ्म नामक एक बहुत ही लोकप्रिय एल्गोरिथ्म द्वारा दिया गया है जिसे अब कवच और बफ़ा द्वारा बनाया गया था कहीं न कहीं 60 के दशक की शुरुआत में और CRAFT एल्गोरिथ्म सुविधाओं की तकनीक के कम्प्यूटरीकृत सापेक्ष आवंटन के लिए खड़ा है तो CRAFT का अर्थ है सुविधाओं की तकनीक के कम्प्यूटरीकृत सापेक्ष आवंटन और CRAFT एक विधि है जिसके द्वारा हम विभिन्न विभागों के क्षेत्रों को भी लाते हैं और फिर एक लेआउट में टन किलोमीटर या भौतिक दूरी को अनुकूलित करने का प्रयास करते हैं तो चलिए CRAFT एल्गोरिथम को एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रारंभिक लेआउट है जो इस तरह है अब हम एक प्रारंभिक लेआउट के साथ शुरू करते हैं जहां 4 विभाग ABCD हैं इन विभागों के बीच सामग्री आंदोलन उसी wij द्वारा दिया जाता है जो हमारे पास है और यह प्रारंभिक लेआउट है जहां ए को 24 में 10 240 वर्ग यूनिट क्षेत्र की आवश्यकता होती है बी को 16 की 10 वर्ग इकाइयों की आवश्यकता होती है सी को 10 की 26 में आवश्यकता होती है और डी को 10 की आवश्यकता होती है तो अब हम क्या कर सकते हैं अब यह एक प्रारंभिक लेआउट है जिसे हम बनाते हैं अब हम यह देखना चाहते हैं कि क्या यह सबसे अच्छा लेआउट है या क्या हमारे पास इससे बेहतर लेआउट हो सकते हैं इसलिए पहली बात जो हम करते हैं उससे शुरू करने के लिए क्या हम इस बिंदु को किसी प्रकार के संदर्भ बिंदु या उत्पत्ति के रूप में रखते हैं और फिर हम एबीसी के सेंट्रोइड्स और ए के लिए सेंट्रोइड का पता लगाने की कोशिश करेंगे इसलिए अब यह 12 कॉमा 15 हो जाएगा क्योंकि यह मध्य बिंदु है इसलिए यह दूरी 12 है यह 10 प्लस 5 है इसलिए ए के लिए यह 12 कॉमा 15 है बी के लिए यह 24 प्लस 8 होगा सी के लिए 32 कॉमा 15 यह 13 कॉमा होगा 5 और डी के लिए यह 33 अल्पविराम 5 होगा तो अब इन सेंट्रोइड्स के आधार पर हम अब एक दूरी बना सकते हैं इसलिए अब हम इन सेंट्रोइड्स को 1 2 3 4 के रूप में कह सकते हैं और फिर हम सेंट्रो के आधार पर यहां एक दूरी मैट्रिक्स की गणना कर सकते हैं तो इस दिए गए लेआउट के लिए w इस दूरी से 3 गुना अधिक होगा और 7 सेंटीमीटर और इस सेंटीरोइड के बीच की दूरी का 4 गुना और इस के बीच की दूरी का 4 गुना और प्लस के बीच की दूरी का 6 गुना और इस प्लस के बीच 5 गुना की दूरी यह और यह और इसके बीच की दूरी 2 गुना है अब उदाहरण के लिए इस और इस के बीच की दूरी 32 शून्य से 33 का पूर्ण मान होगी जो कि 1 से अधिक 15 शून्य 5 का निरपेक्ष मान है 10 इसलिए इसे 11 के रूप में लिया जाता है इसलिए आयताकार दूरी के माध्यम से सही उपयोग किया जाता है यूक्लिडियन दूरी नहीं है उपयोग किया जाता है तो B और D के बीच की दूरी B के इन केन्द्रक और D के केन्द्रक की दूरी 1 प्लस 10 होगी जो कि 11 होगी इसलिए किसी दिए गए लेआउट के लिए w की गणना की जा सकती है और यह दिए गए लेआउट के लिए लगभग 530 आता है अब अगली चीज़ जो हमें करनी है वह यह देखने के लिए है कि क्या हमारे पास इससे बेहतर लेआउट हो सकता है अब हम क्या करेंगे हम शुरू में एक जोड़ी वार एक्सचेंज बनाएंगे जिसमें यह माना जाएगा कि ए और बी पदों का आदान प्रदान करेंगे जिसका अर्थ है कि A और B के केंद्रों का आदान प्रदान किया जाता है हम A और C के आदान प्रदान के पदों के बारे में सोच सकते हैं इसलिए A और C के केंद्रों का आदान प्रदान हो सकता है हम B और C के आदान प्रदान के बारे में सोच सकते हैं तो वहाँ केन्द्रापसारक विनिमय होगा और इतने पर इसलिए चूंकि 4 हैं वास्तव में 6 संभावित एक्सचेंज हैं लेकिन 6 संभावित एक्सचेंजों में से हम उनमें से केवल 5 पर विचार करेंगे हम उन एक्सचेंजों पर विचार करेंगे जहां 2 सुविधाओं के बीच एक आम सीमा है उदाहरण के लिए हम ए और बी ए और सी पर विचार करेंगे हम ए और डी पर विचार नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास कोई सामान्य सीमा या क्षेत्र नहीं है

हम बी और सी पर विचार करेंगे एक सामान्य क्षेत्र सी और डीसी और डी है तो 5 बदलावों को केवल A से B तक केन्द्रक बदलकर माना जा सकता है तब यह होगा यदि हम A और B को बदलते हुए देख रहे हैं तो यह A का केंद्रक बन जाएगा यह B का केंद्रक बन जाएगा तो जैसे यह 5 संभावनाएं मौजूद हैं और फिर इन 5 में से सर्वश्रेष्ठ वास्तव में चुने गए हैं और तब हमें पता चलता है कि सबसे अच्छा विनिमय ए और सी के बीच 481 के बराबर मूल्य के साथ होता है इसलिए हमने 5 एक्सचेंजों पर विचार किया है जो कि ए के बीच है और बीए और सीबी और सीबी और डीसी और डी सेंट्रोइड का आदान प्रदान करके हमने ए और डी पर विचार नहीं किया है क्योंकि उनके पास एक आम सीमा नहीं है और 5 में से हमें पता चलता है कि ए और सी का आदान प्रदान हमें 4 81 का अच्छा मूल्य देता है लेकिन फिर एक छोटा सा अनुमान है जिसे हमने मान लिया है इस इंटरचेंज के उद्देश्य के लिए जब हमने ए और सी को इंटरचेंज किया तो हमने कहा कि ए का सेंट्रोइड 13 कॉमा 5 हो जाएगा और सी का सेंट्रोइड 12 कॉमा 15 हो जाएगा लेकिन हम वास्तव में सेंट्रोइड्स को इस तरह से विनिमय नहीं कर सकते क्योंकि क्षेत्र अलग हैं इसलिए जब क्षेत्र अलग अलग होंगे तो केंद्रक बदल जाएंगे इसलिए अब हम जो करते हैं उसे शामिल करने की कोशिश करते हैं और फिर हम वास्तव में ए और सी का आदान प्रदान करते हैं कि क्या होता है अब यह यहां दिखाया गया है इसलिए जब हम वास्तव में ए और सी का आदान प्रदान करते हैं तो जैसा है वैसा ही रहेगा इसलिए बी यहां होगा डी भी यहां होगा अब हमें ए और सी का आदान प्रदान करना है एक कॉमन बॉर्डर वाले विभागों को चुनने का फायदा यह कहने से है कि जब मैं ए और सीआई का आदान प्रदान करता हूं तो ए को यहां रखना होगा और मुझे सी को यहां लगाना होगा अब वह क्षेत्र जो C के लिए उपलब्ध है A को समायोजित कर सकता है जबकि A के लिए उपलब्ध क्षेत्र C को समायोजित नहीं कर सकता इसलिए अब हम क्या करते हैं कि हम छोटे क्षेत्र को बड़े क्षेत्र में रखने का प्रयास करें और शेष क्षेत्र को रखें बड़ा एक के लिए क्षेत्र इसलिए हम अब क्या करेंगे हम कोशिश करेंगे और ए को यहां लगाएंगे अब यह 41 ए है 24 से 10 है इसलिए मैं ए के लिए एक और 24 लूंगा यह 40 है इसलिए 24 प्लस 4 38 प्लस 240 और सी अब यहां आएगा अब सी खो देता है यह आयताकार क्षेत्र है अब यह वास्तव में दो आयतों से बना है जो इस तरह हैं अब मैं वापस जाता हूं और सेंट्रोइड्स को अपडेट करता हूं अब आप देखते हैं कि A का केन्द्रक 2 प्लस 12 14 अल्पविराम 5 14 आता है क्योंकि यहाँ पर 2 है और इस 24 का आधा 12 14 अल्पविराम 5 है ये केन्द्रक 32 अल्पविराम के रूप में रहेगा 15 D s केन्द्रक के रूप में रहेगा 33 अल्पविराम 5 C s सेंट्रोइड को अब पुनर्परिभाषित करना होगा और वह गणना के रूप में अब C को अब 2 आयतों के रूप में लिया गया है और हम 1 x 1 प्लस 2 ए 2 एक्स के सामान्य फॉर्मूला का उपयोग 1 प्लस 2 ए और बी 1 वाई 1 प्लस बी 2 वाई 2 बी 1 प्लस बी 2 के द्वारा करते हैं अब जब हम इस प्लस के केन्द्रक में इस का उपयोग करते हैं कि इस क्षेत्र के विभाजित में यह हमें C का वास्तविक केन्द्रक प्रदान करेगा हमारे पास एक स्थिति भी हो सकती है जहाँ केन्द्रक आकृति के बाहर जा सकता है आकार जो हमें वास्तव में मिलते हैं और इसलिए इस मामले में C का केन्द्रक अब 1115 और 1423 हो जाएगा अगर हम ध्यान से देखें तो वास्तविक विनिमय नहीं हुआ है 13 अल्पविराम 5 14 अल्पविराम 5 बन गए हैं और 12 अल्पविराम 15 1115 और 1423 हो गए हैं अब हमारे पास एक और लेआउट है जो इस तरह है अब जब यह लेआउट अब हम एक्सचेंज बनाने की कोशिश करते हैं अब हम A से B की कोशिश कर सकते हैं हम A से C कर सकते हैं हम A से D कर सकते हैं हम B से C कर सकते हैं हम C से D नहीं करेंगे लेकिन हम B से D तक कर सकते हैं हम पहले केन्द्रक का आदान प्रदान करके 5 और एक्सचेंजों की कोशिश कर सकते हैं और फिर कुछ का पता लगाना बेहतर है और उसके बाद वास्तव में एक्सचेंज बनाना और सेंट्रोइड को अपडेट करना इसलिए यह प्रक्रिया तब तक जारी रखी जा सकती है जब तक हम वास्तव में सबसे अच्छा समाधान प्राप्त नहीं करते हैं और इस मामले में सबसे अच्छा समाधान हमें देगा वास्तव में हमें एहसास है कि यह सबसे अच्छा समाधान होगा हम इसके साथ और सुधार प्राप्त करने में असमर्थ हैं और इसलिए हम वास्तव में इस विशेष विभाग CBA और D के लिए इस लेआउट के साथ समाप्त कर सकते हैं यह CRAFT एल्गोरिथ्म के लिए अंतिम आउटपुट होगा और हम अब समझेंगे कि हम C और फिर B और फिर A और D हो सकते हैं जो वास्तव में हैं अब एल्गोरिथ्म इस तरह के लेआउट के साथ समाप्त हो जाएगा लेकिन फिर हमें यह भी पता चलता है कि इस तरह का लेआउट होना थोड़ा बोझिल है क्योंकि C में एक आकृति नहीं होती है जो पूरी तरह से आयताकार होती है और C का एक अलग प्रकार का आकार होता है अब नियंत्रण के सभी उद्देश्यों के लिए वास्तव में सभी ABCD वाले आयताकार आकार और एक वर्ग को आयताकार बंद करना अच्छा है इसलिए जब वास्तव में इसे लागू करने की बात आती है तो हम आपके संदर्भ में सोच सकते हैं कि कुछ बहुत छोटे बदलाव किए जा सकते हैं और फिर यह देखना होगा कि क्या हम यहां कुछ और क्षेत्र जोड़ सकते हैं और इसे ला सकते हैं ताकि हम थोड़ा विस्तार देख सकें तो हम सी कुछ इस तरह से कब्जा कर सकते थे और तब शायद हम डी के यहां होने के बारे में सोच सकते थे और ए यहां होने के नाते इसके बजाय C इस पर आ गया है लेकिन फिर किसी को यह समझना होगा कि यदि हम C और B को एक साथ रखते हैं तो हम 26 प्लस 16 को देख रहे हैं जो कि उपलब्ध 40 के बजाय 42 है इसलिए फिर हम यह पता लगाते हैं कि क्या हमें विभाग के लिए कुछ और क्षेत्र मिल सकते हैं और आयत के रूप में पूरी चीज नहीं है लेकिन तब प्रत्येक विभाग वास्तव में अपने लिए एक आयताकार क्षेत्र होता है अब यह कैसे CRAFT एल्गोरिथ्म काम करता है CRAFT एल्गोरिथ्म के कुछ फायदे हैं एक CRAFT विभिन्न विभागों के लिए अलग अलग क्षेत्र की आवश्यकताओं पर विचार करने में सक्षम है जिसे द्विघात असाइनमेंट समस्या द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं माना गया था दूसरा CRAFT एक सरल एल्गोरिथ्म है यह एक हेयोरिस्टिक एल्गोरिथम है जो विभिन्न विभागों के क्षेत्रों के जोड़ी वार एक्सचेंज के आसपास केंद्रित है तो यह हमेशा इष्टतम समाधान की गारंटी नहीं देता है यह एक हेयुरिस्टिक समाधान है कभी कभी केन्द्रक को अद्यतन करने की प्रकृति के आधार पर हम आपको इस तरह की आकृतियाँ ज्ञात कर सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि सामान्य अभ्यास उन्हें प्रबंधनीय आयतों में परिवर्तित करने के लिए है ताकि इस तरह का एक लेआउट अंततः प्राप्त किया जा सके भले ही शिल्प लेआउट इस तरह का हो अब CRAFT संचालन प्रबंधन और लेआउट में साहित्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि CRAFT में 60 के दशक की शुरुआत में लिखा गया एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी था जो वास्तव में उत्पन्न कर सकता था और एक CRAFT के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके एक लेआउट प्रिंट कर सकता था इस कारण CRAFT एक अत्यंत लोकप्रिय एल्गोरिथ्म बन गया भले ही CRAFT की कुछ सरल सीमाएँ हैं इस तथ्य की तरह कि यह एक इष्टतम एल्गोरिथ्म नहीं है यह अनिवार्य रूप से एक हेयोरिस्टिक एल्गोरिदम है और कभी कभी यह हमें इस तरह के जटिल आकार देता है CRAFT को भी संशोधित किया जा सकता है और तीन तरह के एक्सचेंजों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है और CRAFT में कई संशोधन भी हुए हैं इस व्याख्यान श्रृंखला में हमने स्थान और लेआउट स्थान और लेआउट के क्षेत्र में बहुत बुनियादी एल्गोरिदम को छुआ है क्योंकि एक क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और जैसा कि उल्लेख किया गया है विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में रणनीतिक निर्णयों का ध्यान रखता है कई एल्गोरिदम दोनों गुणात्मक और मात्रात्मक हैं जो शोधकर्ताओं और चिकित्सकों ने पिछले 50 वर्षों में बनाए हैं या जो स्थान और लेआउट की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे लेकिन फिर हमने बहुत ही बुनियादी एल्गोरिदम को संबोधित किया है जो सुविधाओं के स्थान और सुविधाओं के लेआउट में विचारों के बहुत सार को पकड़ते हैं इसलिए अब हमारे पास एक त्वरित पुनरावर्तन है जो हमने वास्तव में कवर किया है और कुछ अन्य चीजें हैं जिन्हें पहले छुआ जा सकता है हम इस व्याख्यान श्रृंखला में संचालन प्रबंधन के इस हिस्से को हवा देते हैं अब अन्य चीजें जो किसी को देख सकती हैं वे लेआउट के संदर्भ में हैं हमने वास्तव में यहां क्या किया है क्या हमने मॉडल बनाने की कोशिश की है जिसे किसी दिए गए क्षेत्र में कार्यात्मक लेआउट कहा जाता है अब जब हम कहते हैं कि 4 विभाग ABCD हैं तो हम मानते हैं कि विभागीय विशेषज्ञता है और इन विभागों के बीच पारस्परिक क्रिया है इसलिए एक विशिष्ट कार्यात्मक लेआउट को इस तरह से रखा जाएगा जहां एबीसीडी एक कार्यात्मक लेआउट में चार विभाग होंगे बहुत बाद में अगर हम अग्रिमों को देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के लेआउट लाइन लेआउट और कार्यात्मक लेआउट होंगे लाइन लेआउट को उत्पाद लेआउट भी कहा जाता है जहां उत्पाद के अनुसार मशीनों को बिछाया जाता है कार्यात्मक लेआउट को प्रक्रिया लेआउट कहा जाता है इसलिए मशीनों को विनिर्माण प्रक्रिया के अनुसार रखा जाता है अब बहुत बाद में लोग सेलुलर लेआउट या सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग को क्या कहते हैं इसके बारे में हमने इस व्याख्यान श्रृंखला के लिए परिचयात्मक व्याख्यानों में संक्षेप में देखा जहां मशीनों को अलग अलग समूह में बांटा जाता है ताकि पुर्जों के एक सेट को संसाधित किया जा सके भाग परिवार इसलिए सेलुलर निर्माण और सेलुलर लेआउट में भागों का एक सेट जो मशीनों के एक सेट द्वारा बनाया जा सकता है भागों समान होगा जैसे मशीनें कार्यात्मक रूप से भिन्न होंगी लेकिन वे उन सभी चीजों को बनाने में सक्षम होंगे जो इन भागों के लिए आवश्यक हैं सभी को समूहीकृत किया जाता है और भाग समूह की प्रत्येक मशीन को एक सेल कहा जाता है इसलिए लेआउट उस चीज़ की ओर बढ़ता है जिसे सेलुलर विनिर्माण कहा जाता है जहाँ कोशिकाएँ जहाँ बनाई जाती हैं और कोशिकाओं को भी अलग रखा जाता है अंतर सेलुलर विनिर्माण के इस संदर्भ में है हम यहां एक विभाग की तरह प्रत्येक सेल पर विचार नहीं करते हैं क्योंकि एक कार्यात्मक लेआउट में विभागों के बीच सामग्री आंदोलन की तुलना में कोशिकाओं के बीच सामग्री की आवाजाही बहुत कम है इसलिए आमतौर पर हम विभिन्न कोशिकाओं के बीच टन किलोमीटर की दूरी को अनुकूलित करने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि सेलुलर के बहुत ही सिद्धांत कोशिकाओं के बीच सामग्री आंदोलन का निर्माण बहुत कम है तो सेल्यूलर निर्माण में मूल विचार सेल गठन के साथ करने के लिए अधिक है कि कोशिकाओं को कैसे लेआउट करना है हालाँकि सेल में यूनिडायरेक्शनल प्रवाह के आधार पर कुछ इंट्रासेल्युलर आंदोलनों के आधार पर सेल में जाने वाले विभिन्न भागों के प्रवाह पर निर्भर करता है सेल लेआउट को भी छुआ जाने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू है हालांकि हम इस व्याख्यान श्रृंखला में सेल लेआउट में गहराई से जाने का प्रयास नहीं करते हैं इसलिए हम शुरुआत से वापस आते हैं और देखते हैं कि वास्तव में इस व्याख्यान श्रृंखला में हमारे पास कौन से विषय हैं इसलिए हमने एक परिचय के साथ शुरुआत की हमने विनिर्माण और संचालन प्रबंधन के लिए एक शुरूआत के साथ शुरुआत की हमने यह भी बताया कि आज के निर्माण संगठनों के सामने कौन सी बुनियादी चुनौती है और उन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो संगठनों द्वारा सामना की जाती हैं जो किसी भी आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा हैं और फिर हम संचालन प्रबंधन की बुनियादी बातों में चले गए हमने पूर्वानुमान के साथ शुरुआत की और हमने पूर्वानुमान के लिए बहुत सी श्रृंखला मॉडल की व्याख्या की और फिर पूर्वानुमान से हम समग्र योजना में चले गए जहां उत्पादों की मांग का उपयोग करते हुए हमने इस बात पर निर्णय लिया कि कितने नियमित समय ओवरटाइम क्षमता का उपयोग किया जा रहा है और समग्र योजना से हम असहमति में चले गए जिसने हमें यह बताया कि एक समग्र योजना से आने वाला समय विभिन्न उत्पादों को बनाने के लिए कैसे उपयोग किया जाएगा फिर हमने यहां बहुत सा आकार भी देखा और फिर हम इन्वेंट्री समस्याओं में चले गए जहां हमने नियतात्मक सूची ऑर्डर मात्रा देखी और फिर हमने पुनरावर्तक स्तर और सुरक्षा शेयरों को देखा और हमने कुछ संभाव्य इन्वेंट्री मॉडल पर चर्चा की जिसमें सुरक्षा स्टॉक की भी आवश्यकता है हम तब उत्पादन नियंत्रण में चले गए इन्वेंट्री के भीतर हमने समय की मांग के साथ इन्वेंट्री भी देखी हमने उत्पादन नियंत्रण के कुछ पहलुओं को देखा हमने प्रवाह की दुकान देखी शेड्यूलिंग हमने जॉब शॉप शेड्यूलिंग देखी हमने लाइन बैलेंसिंग भी देखी उत्पादन नियंत्रण के दो अन्य पहलू हैं जिन्हें हमने इस व्याख्यान श्रृंखला में नहीं छुआ है जिन्हें हम संभवतः एनपीटीईएल के तहत विभिन्न पाठ्यक्रमों में शामिल करेंगे और उत्पादन नियंत्रण के उन दो पहलुओं को जेआईटी या जस्ट इन टाइम विनिर्माण कहा जाता है जो कि कन्नन नियंत्रित विनिर्माण प्रणालियों से संबंधित है और दूसरे को बाधा या तुल्यकालिक निर्माण का सिद्धांत कहा जाता है जहां उत्पादन नियंत्रण तंत्र को डीबीआर तंत्र या ड्रम बफर रस्सी तंत्र कहा जाता है इसलिए उत्पादन नियंत्रण के ये दो भाग हमने इस व्याख्यान श्रृंखला में नहीं छोड़े हैं फिर हमने लेआउट और स्थान के कुछ पहलुओं को देखा हमने निश्चित चार्ज समस्या या स्थान आवंटन समस्या देखी जिसे नेटवर्क डिज़ाइन समस्या भी कहा जाता है और हमने लेआउट के कुछ पहलुओं को देखा है जैसे कि शिल्प एल्गोरिथ्म और द्विघात असाइनमेंट समस्या इसलिए जो हमने देखा है अब तक आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ से है हम आपूर्ति श्रृंखला में प्रमुख निर्णयों को स्थान निर्णय उत्पादन निर्णय सूची निर्णय वितरण निर्णय और सूचना संबंधी निर्णय कह सकते हैं इसलिए आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में हमने यहां स्थान निर्णय देखे हैं जहां हमने स्थान और लेआउट के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात की हमने उत्पादन निर्णय देखे उत्पादन नियोजन निर्णय साथ ही उत्पादन नियंत्रण निर्णय और हमने इन्वेंट्री के पहलुओं को देखा है इसलिए हमने इन्वेंट्री निर्णय देखा है और जो हमें देखने की आवश्यकता है वह है आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में वितरण निर्णय और सूचना संबंधी निर्णय इसलिए हम इस व्याख्यान श्रृंखला में बाद के व्याख्यानों में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के संदर्भ में वितरण और साथ ही सूचना संबंधी निर्णयों पर कुछ समय व्यतीत करेंगे